सभी को नमस्कार पिछले क्लास में हमने बेसिक लॉजिक गेट और उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखा था बुलियन अलजेब्रा के इस्तेमाल से तो आज हम बुलियन अलजेब्रा के फंडामेंटल्स के बारे में कुछ ज्यादा इस क्लास में देखेंगे कांसेप्टस जो हम लोग कवर करने वाले हैं वह है हंटिंगटन पोस्टयूलेट जोकि बुलियन अलजेब्रा का बेसिक है बेसिक थ्योरम जो उससे डीराइव किया गया है और ड्युअलिटी का कांसेप्ट हम इन थ्योरम के डेरिवेशन का कुछ उदाहरण देखेंगे और फिर ऑर्डिनरी अलजेब्रा से वह कैसे अलग है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे तो पिछले क्लासेस में हम दो वेरिएबल लॉजिक ऑपरेशंस के उदाहरण देख रहे थे तो यदि दो वेरिएबल क रीप्रेजेंटेशन हो इसका मतलब है हमारे पास 2 टू द पावर 2 याने की 4 पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है इस ट्रूथ टेबल में तो दो वेरिएबल से जो पॉसिबल रोस है वह 0 0 0 1 1 0 और 1 1 है और इन हर एक केस के लिए हमारे पास अलग तरीका हो सकता है जिससे हम बुलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक उदाहरण में मान लो सारे में आउटपुट 0 है एक में आउटपुट 1 केवल एक ही केस के लिए हो सकता है जब 00 हो तो आउटपुट 1 होगा और बाकी सारे केसस के लिए वह 0 होगा आउटपुट 1 हो सकता है केवल उस केस के लिए जहां पर इनपुट 1 0 और बाकी सारे केसस के लिए वह 0 है यह सारे अलग पॉसिबिलिटीज है ऐसे कितने पॉसिबिलिटी है तो क्योंकि वह 4 है तो 2 टू द पावर 4 याने की 16 पॉसिबिलिटी है और इन 16 पॉसिबिलिटीज में से हम कौन से ऑपरेशन से फैमिलियर है तो हम फैमिलियर है NOR ऑपरेशन से इसका मतलब जब इनपुट 0 0 है तो आउटपुट 1 है और बाकी सारे केसेस के लिए आउटपुट 0 है तो इन ऑपरेशन को हम जानते हैं उससे A प्लस B प्राइम ऐसे लिखते हैं और उसका जो इन्वर्स है उसका उत्तर 0 1 1 1 है इस ऑपरेशन से भी हम फैमिलियर है और उसे हम A प्लस B ऐसे लिखते हैं हम इस ऑपरेशन से भी फैमिलियर है जहां दोनों इनपुट 1 होने से आउटपुट 1 रहता है और बाकी सारे कैसेस के लिए आउटपुट 0 है तो इसे हम AB ऐसे लिखते हैं अगला NAND है जो कि इसका ऑपोजिट है इसे हम AB बार ऐसे लिखते हैं और इनमें से कुछ येलो कलर में मार्क किया गया है तो आप देख सकते हैं कि जब x 0 तो आउटपुट 1 है फिर y का वैल्यू चाहे कुछ भी हो और जब x 1 है तो आउटपुट 0 फिर y का वैल्यू चाहे कुछ भी हो तो बेसिकली जो आप यहां देख रहे हैं वह x प्राइम या x कंप्लीमेंट है उसी तरीके से यह y कंपलीमेंट है तो वैसे ही ऐसे अलग अलग कॉन्बिनेशन पॉसिबल है और हर एक फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यह 0 है और यह 1 है पर बाकी की कैसेस का अपना करेस्पॉन्डिंग बुलियन एक्सप्रेशन है तो रिप्रेजेंटेशन का यह फॉर्मलाइजेशन और मैनिपुलेशन बुलियन अलजेब्रा से किया जाता है इस केस में हमने देखा कि 2 वेरिएबल के लिए 16 ऐसे पॉसिबिलिटीज है अगर 3 वेरिएबल हो तो ऐसे कितने रोस ट्रुथ टेबल में होंगे 2 टू द पावर 3 याने की 8 रोस होंगे 8 रोस से इस साइड पर कितने पॉसिबल फंक्शन है तो एक ऐसे कॉन्बिनेशन के लिए मानो कि फंक्शन 0 है यानी कि सारे आउटपुट 0 है दूसरे केस में केवल एक ही जगह आउटपुट 1 है और बाकी सब जगह आउटपुट 0 है तो ऐसे 2 टू द पावर 8 पॉसिबिलिटी रहेंगे 3 वेरिएबल के लिए तो कोई भी n वेरिएबल केस के लिए हमारे पास 2 टू द पावर n नंबर ऑफ रोस रहेंगे और इससे हमें 2 टू द पावर 2 टू द पावर n अरेंजमेंट पॉसिबल है बुलियन फंक्शन के तौर पर तो हमें इस चीज के बारे में ध्यान रखना है और इसका इंपॉर्टेंटस समझना है रिप्रेजेंटेशन और मैनिपुलेशन में जिसके लिए हम बुलियन अलजेब्रा के बारे में देखेंगे और उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे कुछ समय बाद जैसे मैंने कहा था हंटिंगटन पोस्टयूलेटस जोकि बुलियन अलजेब्रा का बेसिक है तो उसमें 6 पोस्टयूलेटस है और यहां हम 2 वैल्यूड बुलियन अलजेब्रा के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें 2 एलिमेंट्स है यह दो यूनीक एलिमेंट्स 0 और 1 है जो सेट B फॉर्म करता है 0 और 1 इक्वल नहीं है पोस्टयूलेट 1 कहता है कि वह क्लोज्ड है ऑपरेटरस से जैसे कि प्लस जो कि OR ऑपरेटर है और डॉट जो कि AND ऑपरेटर है इसका मतलब यदि आपके पास एक ऑपरेशन है इन दो ऑपरेटर के साथ तो उसका जो रिजल्ट है वह यूनिक है और वह इस सेट का मेंबर है याने की रिजल्ट 1 या 0 होगा आईडेंटिटी एलिमेंट तो OR ऑपरेशन के लिए आईडेंटिटी एलिमेंट 0 है याने की x प्लस 0 का उत्तर x है या फिर a प्लस 0 का उत्तर a है तो वह वेरिएबल खुद होगा और AND ऑपरेशन के लिए आईडेंटिटी एलिमेंट 1 है याने की कोई भी वेरिएबल को 1 से AND करने पर उत्तर वह वेरिएबल ही होगा तो यह दूसरा पोस्टयूलेट है AND एवं OR ऑपरेशन कमयुटेटिव है तो x प्लस y और y प्लस x दोनों इक्वल है वैसे ही xy और yx बी इक्वल है यह हमने पहले ही देखा है बेसिक लॉजिक गेट ऑपरेशन के बारे में ट्रुथ टेबल के माध्यम से यह डिस्ट्रीब्यूटीव है प्लस के ओवर याने की AND प्लस के ओवर डिस्ट्रीब्यूटीव है X AND y प्लस z का उत्तर xy प्लस xz है याने की x AND y OR x डॉट z यह सारी चीज को हम ट्रुथ टेबल के माध्यम से वेरीफाई कर सकते हैं OR भी डिस्ट्रीब्यूटीव है AND के ओवर इसका मतलब x OR yz उत्तर x OR y AND x OR z है तो यह ऑर्डिनरी अलजेब्रा के समान है यह ऑर्डिनरी अलजेब्रा एक्सप्रेशन के समान नहीं दिखता है तो यह एक डिफरेंस है जिसका हमें ध्यान रखना है फिर से हम 3 वेरिएबल ट्रुथ टेबल बनाकर उस में वैल्यूस डालकर हम वेरीफाई कर सकते हैं करेस्पॉन्डिंग् आउटपुट कैलकुलेट करके तो हम देखेंगे इसी उत्तर पर आएंगे 00011 111 00010 11100 आखिर में आईडेंटिटी कमयुटेटिव डिस्ट्रीब्यूटीव के बाद हम कंप्लीमेंट्री पोस्टयूलेट में आएंगे जो कहता है कि यदि x सेट B का एक एलिमेंट है तो उसका एक कंप्लीमेंट इग्ज़िस्ट करता है कुछ इस तरीके से की x प्लस x प्राइम का उत्तर 1 है और x डॉट x प्राइम याने की x AND x प्राइम का उत्तर 0 है तो बुलियन अलजेब्रा के बारे में यह एक खास बात है जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा में नहीं है और हमने उसका जो सिग्निफिकेंस है पहले ही देखा है 0 प्लस 0 प्राइम 0 का प्राइम 1 है तो 0 प्लस 1 का उत्तर 1 है उसी तरीके से 0 AND 0 प्राइम का उत्तर 0 है 0 प्राइम मतलब 1 है तो 0 AND 1 का उत्तर 0 है 1 प्लस 1 प्राइम का उत्तर 1 है और 1 डॉट 1 प्राइम का उत्तर 0 है तो यह कुछ बेसिक पोस्टयूलेटस है जो एसोसिएटीव लॉ के बारे में हमने बात किया था याने की x प्लस y OR z और x OR y प्लस y OR z यह दोनों सेम है तो यह बेसिक पोस्टयूलेट का हिस्सा नहीं है पर हम इस पर आ सकते हैं उन पोस्टयूलेट के आधार पर जो हमने अभी तक उत्तर किया है इन पोस्टयूलेटस के साथ कुछ इंपॉर्टेंट आईडेंटिटीज एक टेबल के रूप में ध्यान रखते हुए जो कि यूज़फुल होगा बुलियन अलजेब्रा बेस्ड मैनिपुलेशन के लिए तो इनमें से कुछ डायरेक्टली डीराइव किया गया है पोस्टयूलेटस मैं से और कुछ को रिप्रेजेंट किया गया है कि थ्योरम के तौर पर जिसे प्रूव कर सकते हैं पोस्टयूलेटस से पोस्टयूलेटस एग्जीअमस है सेल्फ एवीडेंट इसे और थ्योरमस और दूसरी आईडेंटिटीज वह है जिसे हम प्रूव कर सकते हैं पोस्टयूलेटस से तो इसलिए वह अलग नाम देते हैं जो कि कुछ तरीके से यूज़फुल रहेगा बाद में जब हम उसे रेफर करेंगे जब हम एक पर्टिकुलर पोस्टयूलेटस या थ्योरमस से रिलेशनशिप प्रूव करेंगे या फिर सिंपलीफाई करेंगे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो आईडेंटिटी हमने पहले ही देखा है x प्लस 0 का उत्तर x है x AND 1 का उत्तर x है नल थ्योरम यानी कि अगर x OR 1 करते हैं किसी भी चीज को 1 से OR करते हैं तो वह नलीफाई हो जाता है मेरा मतलब है कि उसका कोई वैल्यू नहीं है तो उसका आउटपुट 1 रहेगा इसका मतलब आउटपुट में x का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा AND कि केस के लिए x AND 0 तो आउटपुट 0 रहेगा तो इसे हम डीराइव कर सकते हैं जिसके बारे में हम कुछ देर बाद देखेंगे कंप्लीमेंट्रिटी x प्लस x प्राइम उत्तर 1 x डॉट x प्राइम का उत्तर 0 है जो कि सीधे सीधे पोस्टयूलेटस से आ रहा है तो जो आपको ब्राउन में दिख रहा है वह सीधे पोस्टयूलेटस से आ रहा है और जो बाकी के हैं वह थ्योरमस जिसे हम पोस्टयूलेटस से डीराइव कर सकते हैं तो ईडैमपोटेंसी मतलब वह सेम रह रहा है याने की x प्लस x का उत्तर x है x AND x का उत्तर भी x है इंवॉल्यूशन याने की डबल प्राइम या डबल कंप्लीमेंट का जवाब वही वेरिएबल है कमयुटेटिव जो कि हमने पहले देखा है x प्लस y और y प्लस x सेम है वैसे ही xy और yx सेम है एसोसिएटीव जैसे कि मैंने कहा था वहीं से डिराइव किया जा सकता है हमने पहले ही डिस्ट्रीब्यूटीव जो पोस्टयूलेट से आ रहा है उसके बारे में नोट कर लिया है तो जैसे मैंने पहले कहा है कि थ्योरम को पोस्टयूलेट से डिराइव किया जा सकता है अगले स्लाइड में हम कुछ ज्यादा थ्योरम देखेंगे उदाहरण के तौर पर हम यह नल लेते हैं x प्लस 1 का उत्तर 1 है तो x प्लस 1 AND 1 तो यह कहां से आ रहा है यह आ रहा है आईडेंटिटी b से जहां एरो दिखाया गया है फिर यह 1 को हम x प्लस x प्राइम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे कैसे लिख सकते हो कंप्लीमेंट्रिटी a से लिख सकते हैं फिर आप डिस्ट्रीब्यूटीव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जहां x प्लस yz जिसका उत्तर x प्लस y AND x प्लस z है तो यह x y और z है तो yz कब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसके हिसाब से मल्टीप्लिकेशन मतलब AND है x प्राइम AND 1 है तो यह डिस्ट्रीब्यूटीव b है और फिर से हम आईडेंटिटी b का इस्तेमाल करेंगे तो हमें x प्राइम मिलेगा फिर x प्लस x प्राइम और फिर कंप्लीमेंट्रिटी a तो x प्लस 1 का उत्तर 1 है तो इस तरीके से यह सारे थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं और यदि कहा गया तो आप लिख सकते हैं उसके करेस्पॉन्डिंग पोस्टयूलेट या फिर बेसिक थ्योरम जो हमने यूज़ किया है राइट हैंड साइड में ताकि जो स्टेप्स हमने लिए प्रूफ के लिए उसे एक्सप्लेन कर पाए ज्यादा थ्योरम है जो काफी यूज़फुल है अब्जॉर्प्शन तो x प्लस xy का उत्तर x और x AND x प्लस y का उत्तर भी x है एड्ब्जॉर्प्शन x प्लस x प्राइम y का उत्तर x प्लस y है x AND x प्राइम प्लस y का उत्तर xy है यूनाइटिंग xy प्लस xy प्राइम का उत्तर x है और x प्लस y AND x प्लस y प्राइम का उत्तर x है कॅन्सेन्सॅस थ्योरम यह काफी इंटरेस्टिंग है जहां आप देख सकते हैं कि 3 टर्मस है यहां पर और केवल 2 टर्मस है यहां पर तो yz टर्म राइट हैंड साइड में इंक्लूडेड नहीं है तो यह कॅन्सेन्सॅस टर्म है जिसका मतलब जो yz एक्सप्लेन कर रहा है ट्रुथ टेबल में वह पहले ही एक्सप्लेन किया गया है xy और x प्राइम z से जिसके लिए कोई दूसरे रेफरेंस की जरूरत नहीं है तो इसीलिए उसे सिंपलीफाई कर सकते हैं या फिर उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिमॉर्गन थ्योरम DeMorgan's theorem जो हमने पहले ही देखा है और कॅन्सेन्सॅस थ्योरम उसका दूसरा वर्जन है प्रोडक्ट ऑफ सम के तौर पर उसे प्रोडक्ट ऑफ सम इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं सारे प्रोडक्टस है और फिर उसका यह सम वर्जन है तो x प्लस y AND x प्राइम OR z AND y OR z और यह y ORz की जरूरत नहीं है फाइनल एक्सप्रेशन में क्योंकि यह एक एडिशनल टर्म है जिसको पहले ही एक्सप्लेन किया गया है बाकी दो टर्मस से अब पिछले केस में और इस केस में आप देख सकते हैं की दो रोस a और b है एक SOP याने की सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा POS जाने की प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है तो बेसिकली OR ऑपरेशन आखरी में किया गया है और दूसरे केस में AND आखरी में किया गया है इन दोनों एक्सप्रेशन को यदि हम कंपेयर करें और यदि हम एक दूसरे इंटरेस्टिंग थ्योरम को देखें जो बुलियन अलजेब्रा में है सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वैलीड तब रहते है अगर ऑपरेटरस और आईडेंटिटी एलिमेंटस इंटरचेंज करे तो ऑपरेटरस क्या है OR एवं AND यह दोनों ऑपरेटरस है तो बेसिकली इससे हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं यह की हम OR को AND में AND को OR में कन्वर्ट कर सकते हैं आईडेंटिटी एलिमेंटस 1 को 0 में और 0 को 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्विवेलेंट मिलने के लिए जो रिजल्टीग आईडेंटिटी है वह वैलेड रहेगा तो यह ड्युअलिटी थ्योरम यही बताता है यदि आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कमपर करें 2 टेबल का तो वह इसी के बारे में बात कर रहा है तो यह उदाहरण हम ले रहे हैं यह OR को रिप्लेस कर रहे हैं AND से वहां पर AND को रिप्लेस कर रहे हैं OR से उसके बाद जो भी रिजल्टीग एक्सप्रेशन आईडेंटिटी रहेगा वह वैलेड रहेगा तो पहले हमने देखा था नल 1 x प्लस 1 का उत्तर 1 है तो यह हमने बेसिक पोस्टयूलेट में देखा है तो अब आप क्या कर सकते हैं यदि आप ड्यूएलिटी अप्लाई करें तो यह x OR चेंज होता है AND में यहां पर आईडेंटिटी एलिमेंट 1 चेंज होता है 0 में एक दूसरा रिलेशनशिप मिलेगा जो कि x AND 0 जिसका उत्तर 0 है तो यह आपके कॉलम b मे था नल के लिए तो यह काफी यूज़फुल थ्योरम है जो सिंपलीफिकेशन के लिए और दूसरे सारी चीजों के लिए काम आएगा जिस तरीके से इन एग्जीयम या पोस्टयूलेट इस्तेमाल करते हैं उससे आदि होने के लिए हम थोड़े और प्रूफ डिस्कस कर सकते हैं तो इंडेमांपोटेंसी से हमने शुरुआत की है हम देखेंगे कि इसे हम इस पर्टिकुलर केस के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे तो x प्लस x का उत्तर x है और इसे हम प्रूव करेंगे तो हम शुरुआत करेंगे आइडेंटिटी वाले पोस्टयूलेट से 1 को हम x प्लस x प्राइम ऐसे लिख सकते हैं जिसे हम कंप्लीमेंट्रिटी पोस्टयूलेट कहते हैं तो यह x है इसे आप y कंसीडर कर सकते हैं और इससे z कंसीडर कर सकते हैं फिर हम डिस्ट्रीब्यूटीव लॉ अप्लाई करेंगे जिससे हमें x प्लस yz मिलेगा वहां पर y x है तो आप को x x प्राइम मिलेगा जिसका उत्तर 0 है कंप्लीमेंट्री पोस्टयूलेट से x प्लस 0 का उत्तर x है आइडेंटिटी पोस्टयूलेट से तो इस बेसिक पोस्टयूलेट हम इंडेमांपोटेंसी से रिलेटेड थ्योरम पर पहुंचते हैं इंडेमांपोटेंसी पर पहुंच सकते हैं आईडेंटिटी एलिमेंट से शुरुआत करते हुए फिर कंप्लीमेंट्रिटी फिर डिस्ट्रीब्यूटीव फिर डिस्ट्रीब्यूटीव का दूसरा वर्जन फिर कंप्लीमेंट्रिटी और आखरी में आईडेंटिटी एलिमेंट तो इससे हमें फाइनल प्रूफ मिलता है यह आपको ड्यूएलिटी से भी मिल सकता है याने की AND को OR से रिप्लेस करेंगे कोई आईडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो x AND x का उत्तर x ही रहता है तो उसी तरीके से हम इन्वॉल्यूशन के बारे में देखेंगे इंवॉल्यूशन का जो प्रूफ है जो कि डबल प्राइम है वह वही फंक्शन है तो इस केस में हम प्लस 0 याने की आईडेंटिटी एलिमेंट से शुरुआत करेंगे आईडेंटिटी पोस्टयूलेट फिर कॉन्प्लीमेंट याने की 0 को हम x x प्राइम ऐसे लिख सकते हैं अब यह डिस्ट्रीब्यूटीव लॉ है दूसरे डायरेक्शन में तो x प्लस yz को हम x प्लस y AND x प्लस z ऐसे लिखेंगे तो यह आपका x y z है तो x आपका करेस्पॉनन्डिंग y है और यह आपका करेस्पॉनन्डिंग z है तो आपको याद रखना होगा याने की कभी कभी आपको इसे एक्सपांड करना होगा हम डिस्ट्रीब्यूटीव लॉ का इस्तेमाल करेंगे जहां हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड के तरफ जाएंगे तो इसके बाद हम क्या करेंगे हम केवल चेंज कर रहे हैं यह कमयुटेटिव है जिसके कारण हम चेंज कर सकते हैं तो कभी कभी x इस तरफ आता है और x प्राइम उस तरफ आता है और ऐसे उलटे तरीके से भी लिख सकते हैं कंप्लीमेंट्रिटी के हिसाब से x प्लसx प्राइम का उत्तर 1 है तो उसके बाद यह लिख सकते हैं केवल इसलिए ताकि हम प्रूफ में आगे प्रोग्रेस करें तो 1 को हम x प्लस x प्राइम ऐसे लिख सकते हैं और फिर से डिस्ट्रीब्यूटीव लॉ अप्लाई सकते हैं तो यह आपका x y और z है तो इससे हमें कंप्लीमेंट्रिटी पोस्टयूलेट मिलता है तो आप को यहां पर 0 मिलता है और x प्लस 0 का उत्तर x है आईडेंटिटी पोस्टयूलेट से तो बेसिक पोस्टयूलेटस के इस्तेमाल से हमें सारे थ्योरम मिल सकता है जो हमने डिस्कस किया है तो अब हम दो और प्रूफस को देखेंगे तो कंसेंसस थ्योरम में लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यह टर्म है तो y z में हम आईडेंटिटी पोस्टयूलेट का इस्तेमाल करेंगे तो हम 1 को इंक्लूड करेंगे फिर कंप्लीमेंट्रिटी के हिसाब से उसे x प्लस x प्राइम ऐसे लिख सकते हैं फिर हम उससे एक्सपांड करेंगे और फिर एसोसिएटीव रूल अप्लाई करेंगे एसोसिएटीवीटी बेसिक पोस्टयूलेट का हिस्सा नहीं है पर यह बेसिक थ्योरम है जो इस्तेमाल कर सकते हैं कंपलेक्स एक्सप्रेशन को प्रूव करने के लिए तो इस तरीके से हम यह कर रहे हैं और यदि हम केवल x y को बाहर निकाले तो 1 प्लस z यहां आता है और 1 प्लस y यहां आता है तो 1 प्लस z का उत्तर 1 जो आपका नल पोस्टयूलेट है यह भी 1 आता है और आखिर में आपको इसका यह सिंपलीफाइड वर्जन मिलता है तो यह आपका कंसेंसस थ्योरम का एक वर्जन है दूसरा वर्शन आपको इसी तरीके से मिल जाएगा या फिर ड्यूअलीटी से मिल जाएगा जहां आपको AND को OR मैं चेंज करना है और OR को AND मैं चेंज करना है बेसिकली इस तरीके से यदि हम सारे केस के लिए करें तो हमें कंसेंसस थ्योरम का करेस्पॉर्न्डिंग वर्जन मिल जाएगा डिमॉर्गन थ्योरम का प्रूफ यहां फिर से किया गया है यह अपने पिछले केस में देखा है और अब बेसिक थ्योरम और पोस्टयूलेटस के साथ यूज़ करके हम यह आईडेंटिटी डीराइव कर रहे हैं डिमॉर्गन थ्योरम में हम इनडायरेक्ट तरीके से कर रहे हैं और हम देख सकते हैं कि वह इनडायरेक्ट तरीके से कैसे करते हैं तो जो हमें प्रूव करना है वह यह कि x प्लस y प्राइम का उत्तर x प्राइम AND y प्राइम है तो कंप्लीमेंट्रिटी से हमें पहले ही पता है कि x प्लस x प्राइम का उत्तर 1 है तो x प्लस y पूरी तरीके से x कंसीडर कर सकते हैं अब हमें प्रूव करना हैं की x प्लस y प्लस x प्राइम डॉट याने की AND y प्राइम इक्वल टू 1 है यह एक इनडायरेक्ट तरीका है इसे करने का पर जरूरत के हिसाब से इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो x प्लस y और x प्राइम डॉट y प्राइम तो फिर से हम 1 से स्टार्ट करेंगे और हम डिस्ट्रीब्यूटीव लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो यह आपका x y z है तो यह x यह x प्लस y और x प्लस z है यह डिस्ट्रीब्यूटीव लॉ है जो हम अप्लाई करेंगे और फिर यह कमयुटेटिव है तो बेसिकली x प्लस y को हम y प्लस x ऐसे भी लिख सकते हैं फिर हम एसोसिएटिविटी लगा सकते हैं तो हम इस ग्रुपिंग के बजाय यह ग्रुपिंग करेंगे x प्लस x प्राइम का उत्तर 1 है और y प्लस y प्राइम का उत्तर 1 है फिर हम नल रिलेशनशिप को देख सकते हैं तो यह 1 है और यह भी 1 कुल मिलाकर हमें 1 मिलता है तो हम देख सकते हैं कि यह भी ट्रू है तो इस डिस्कशन को खत्म करते हुए हम कुछ कैरेक्टरस्टिक्स को देखेंगे तो जो हमने पहले नोट किया है वह यह कि बुलियन अलजेब्रा के कुछ डिफरेंस है ऑर्डिनरी अलजेब्रा के कंपैरिजन में यह जो डिस्ट्रीब्यूटीव है जो हमने देखा है और इस्तेमाल किया है काफी केसेस के लिए यह ऑर्डिनरी अलजेब्रा के लिए वैलिड नहीं है यदि आपके पास 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 है तो 5 प्लस 12 का उत्तर 17 है और यदि 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6 है तो आप को 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मिलेगा जो कि 77 है और यह थोड़ा अलग है यह चीज ऑर्डिनरी अलजेब्रा के लिए वैलिड नहीं है ऑर्डिनरी अलजेब्रा में कंप्लीमेंट अवेलेबल नहीं है उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए इन्वर्स भी नहीं है बुलियन अलजेब्रा वह 2 वैल्यूड बुलियन अलजेब्रा है जिसमें फाईनाइट सेट ऑफ़ एलिमेंट्स है जोकि 0 और 1 है जबकि ऑर्डिनरी अलजेब्रा में इनफाईनाइट सेट ऑफ़ एलिमेंट्स है जैसे कि 01 2 3 और यह कोई भी बड़े वैल्यू तक बढ़ते जा सकता है और अगर कोई सोचता है कि AND एवं OR ऑपरेशन के बजाय यदि हम बुलियन अलजेब्रा NAND और NOR से डेवलप करें तो वह पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटीव लॉ और बाकी कुछ चीजें NAND और NOR के लिए वैलिड नहीं है पहले हमने डिस्कस किया था कि वह कमयुटेटिव है पर वह एसोसिएटीव नहीं है तो हम यह चीज ABC को लेकर NAND ऑपरेशन का चेक कर सकते हैं तो हम देखेंगे कि वह यह नहीं है फिर उसे हम डिमॉर्गन थ्योरम से एक्सपांड करेंगे और फिर हमें A बार प्लस B बार डॉट C मिलता है फिर उसी तरीके से इसे अगर एक्सपांड करेंगे तो हम देख सकते हैं कि दोनों साइड मैच नहीं होता है कुछ इस तरीके का रिलेशनशिप मैच करेगा यहां पर हमने NAND के लिए यह ऑपरेटर इस्तेमाल किया है और NOR के लिए यह ऑपरेटर इस्तेमाल किया है उसी तरीके से यह दोनों डिस्ट्रीब्यूटीव लॉ फॉलॉ नहीं करता है यानी कि नाही NAND NOR के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटीव है ना NOR NAND के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटीव है यदि आप रिलेशनशिप देखे तो फिर से हम डिमॉर्गन थ्योरम उसे अगर हम एक्सपांड करते हैं और साथ में रखते हैं जाने की x NAND y NOR z के बजाय x प्राइम NOR y y प्राइम x प्राइम NOR z जब इन दोनों के बीच NAND ऑपरेशन है तो हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है वह मिलेगा तो यह प्राइम ऑपरेशन याने की कंप्लीमेंट ऑपरेशन यहां पर भी आता है और यहां पर भी आता है तो इसलिए इससे सूडो एसोसिएटीव या सूडो डिस्ट्रीब्यूटीव कहते हैं तो बुलियन अलजेब्रा में हम इसे AND एक OR ऑपरेटर के बजाय इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं सारांश लेते हुए n वेरिएबल के लिए 2 टू द पावर 2 टू द पावर n पॉसिबल फंक्शन हो सकते हैं 6 हंटिंगटन पोस्टयूलेट बुलियन अलजेब्रा के बेसिक प्रिमाइस या एग्जीअम फॉर्म करता है और इन हंटिंगटन पोस्टयूलेट से हम बुलियन अलजेब्रा के बेसिक थ्योरमस पर आ सकते हैं और इन्हें आम इस्तेमाल कर सकते हैं अलग आइडेंटिटी जो कि कॉन्प्लेक्स है उसे सिंपलीफाई या प्रूव करने के लिए बुलियन अलजेब्रा के कुछ कैरेक्टरस्टिक्स से है जो उसे और ऑर्डिनरी अलजेब्रा से अलग करता है AND एवं OR ऑपरेशन एसोसिएटीव और डिस्ट्रीब्यूटीव है एक दूसरे के ऊपर पर NAND और NOR ऑपरेशन नहीं है धन्यवाद